छात्रों का स्वागत करते हैं इस चर्चा के अंतिम भाग में हम ऑपरेटिंग चक्र और निवेश पर काम करने के बारे में बात कर रहे थे कार्यशील पूंजी निवेश आवश्यकताओं की कैसे एक फर्म में कार्यशील पूंजी की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करना होता है जहां हमने देखा कि यदि हमें वर्तमान संपत्तियों की आवश्यकता और वर्तमान देनदारियों से उपलब्ध धन और यदि उनकी अवधि पहले से ही हमें दी गई है तो वर्तमान परिसंपत्तियों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता या निवेश कैसे करें इसलिए हमने ऑपरेटिंग चक्र के तहत सीखा कि कैसे कहे जाने वाले चक्र के विभिन्न स्तरों की अवधि की गणना नकदी से इन्वेंट्री स्टेज तक और उसके बाद डब्ल्यूआईपी WIP और फिर तैयार माल स्टेज और फिर पुस्तक ऋण या प्राप्य चरण में की जाती है और एक बार जब हमें अवधि दी जाती है या एक बार अवधि पहले ही आकलन कर ली जाती है और अगर हमें वर्तमान परिसंपत्तियों और मौजूदा देनदारियों से उपलब्ध धन की आवश्यकता भी दी जाती है तो कार्यशील पूंजी निवेश आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए हमने देखा कि पिछली चर्चा या अब तक की चर्चा में अब हम इस बारे में बात करेंगे कि अलग अलग मौजूदा संपत्ति का मतलब है कि हम अलग अलग मौजूदा परिसंपत्तियों का प्रबंधन जो हमारे पास है महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति है जिसे हम कार्यशील पूंजी के तहत प्रबंधित करना सीखते हैं इसमें इन्वेंट्री पहली और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है दूसरा प्राप्य प्रबंधन है और तीसरा नकद प्रबंधन है तो ये 3 महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति हैं जो हम सीखेंगे कि इन 3 वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया जाए हम देखेंगे कि अगर हमें इन 3 मौजूदा परिसंपत्तियों जैसे इन्वेंट्री प्राप्य और का निर्माण करना है नकदी के साथ साथ अन्य वर्तमान संपत्ति भी तो कितने निवेश की आवश्यकता है और एक बार जब हम सीख लेते हैं या हम पहले से ही इन 3 परिसंपत्तियों के प्रबंधन की वर्तमान संपत्ति के बारे में जान चुके होते हैं तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन मौजूदा परिसंपत्तियों को निधि देने के लिए क्या अलग धन के स्रोत उपलब्ध हैंवर्ल्ड मैंने आपको पूर्व में भी कुछ समय बताया था कि हमारे पास 9 10 स्रोत हैं इसलिए हम व्यापार प्राप्य से शुरू करेंगे उसके बाद हम अन्य स्रोतों की ओर बढ़ेंगे और अंत में हम बैंक वित्त की भूमिका के बारे में विस्तार से जानेंगे बैंक वित्त की भूमिका कार्यशील पूंजी के प्रबंधन में या अल्पकालिक स्रोतों के लिए धन की व्यवस्था करने में लेकिन इससे पहले निवेश प्रबंधन या अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों के बारे में बात करना जिन्हें मैं शुरू करना चाहता हूं वह है वर्किंग कैपिटल लीवरेज की अवधारणा के साथ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है काम करना कैपिटल लीवरेज और हम पहले यह समझना चाहेंगे कि वर्किंग कैपिटल लीवरेज क्या है और यह मदद करता है कि मौजूदा परिसंपत्तियों के समग्र स्तर का मतलब क्या है और यह कैसे मदद करता है हमें मौजूदा परिसंपत्तियों के बीच के रिश्ते को समझने के लिए मौजूदा परिसंपत्तियों के अस्तित्व में फर्म के साथ साथ निवेश पर प्रतिफल क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में चर्चा की है मौजूदा परिसंपत्तियों का स्तर निवेश पर प्रतिफल को प्रभावित करता है हमारे पास एक फर्म में मौजूदा संपत्ति का उच्च स्तर है मौजूदा संपत्ति समग्र आरओआई ROI नीचे जाती है क्योंकि वर्तमान संपत्ति कम से कम उत्पादक हैं आपने इसे देखा है हमने इसे साबित भी किया है क्योंकि इन्वेंट्री बिल्कुल भी उत्पादक नहीं है या प्राप्यउत्पादक नहीं हैं उन्हें केवल निवेश करने के लिए धन की आवश्यकता है लेकिन कोई आरओआई ROI उपलब्ध नहीं है या इन फंडस पर निवेश पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है इसलिए हम पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं और हम पहले ही समझ गए हैं कि फर्म में मौजूदा परिसंपत्तियों की मात्रा जितनी अधिक है उतना ही उसे और अप्रभावी माना जाता है क्योंकि वर्तमान परिसंपत्तियों को केवल निवेश की आवश्यकता होती है वे किसी भी प्रकार के रिटर्न का उत्पादन नहीं करते हैं और यदि इस निवेश पर कोई रिटर्न उपलब्ध नहीं है तो हमें इसे वर्तमान संपत्ति में निवेश को कम करने की कोशिश करनी चाहिए अब हम वर्तमान संपत्तियों के बिना शो नहीं चला सकते हैं लेकिन किसी भी तरह हमें इस बारे में सीखना होगा कि वर्तमान संपत्ति का स्तर क्या होना चाहिए और अगर हम इसे बनाए रखें वर्तमान परिसंपत्तियों का स्तर जितना संभव हो उतना कम या मैं कम कहूंगा लेकिन आप उस शब्द का उपयोग करेंगे वर्तमान संपत्ति का इष्टतम स्तर न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम इसलिए अगर हम मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि यह आरओआई ROI को प्रभावित करने वाला है वर्तमान परिसंपत्तियों का स्तर इतना अधिक होगा ROI उतना ही नीचे जाएगा या इसका विपरीत या इसका विपरीत होने पर जब हम शो को कम वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ चलाते हैं तो पहली परिस्थिति के विपरीत वह ज्यादा होती है तो और हम हमने नकारात्मक कार्यशील पूंजी की अवधारणा जिसे हमने पढ़ा था और समझा था उसे भी देखना होगा इसलिए नकारात्मक कार्यशील पूंजी में हमने देखा है कि फर्म इस शो को चला रही हैं जहां वर्तमान देनदारियां वर्तमान संपत्ति से अधिक हैं तो उस स्थिति में वर्तमान संपत्ति का स्तर बहुत कम है वर्तमान देनदारियों का स्तर बहुत अधिक है इसलिए वर्तमान परिसंपत्ति में निवेश किए गए धन की लागत बहुत कम है और फंड मौजूदा देनदारियों से उत्पन्न हो रहा है या हम कहेंगे सहज वित्त अधिक है तो इसका मतलब है कि धन की लागत कम है इसलिए इसका मतलब है कि जब वित्तीय लागत कम हो जाती है और न्यूनतम धन वर्तमान परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है तो इसका मतलब है कि अंततः आपकी वित्तीय लागत को बहुत ही कुशल तरीके से प्रबंधित करने से समग्र लाभ में वृद्धि होती है इसलिए हमने पहले ही निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी फर्म में वर्तमान संपत्ति का स्तर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए इसे इष्टतम स्तर पर रखें और जो कंपनियाँ नकारात्मक कार्यशील पूंजी के साथ शो चला रही हैं वे उत्कृष्टता हैं और वे वित्तीय लागत को कम से कम कहने में सक्षम हैं क्योंकि अधिकांश फंड अल्पकालिक स्रोतों से या सहज वित्त से आ रहे हैं जिन्हें आप लगभग कह सकते हैं यह नि शुल्क है और इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से यह नि शुल्क है हालांकि सहज वित्त के लिए एक लागत भी है लेकिन सीधे तौर पर इसमें कोई लागत नहीं है जैसे ब्याज या कुछ भी कोई लागत नहीं है वह लाभ और हानि खाते में दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम इस बारे में सोच सकते हैं कि मौजूदा देनदारियों से आने वाले अधिक फंड और मौजूदा परिसंपत्तियों में कम निवेश और नकारात्मक कार्यशील पूंजी की स्थिति सबसे अच्छी स्थिति है लेकिन चूंकि सभी फर्मों के लिए एक नकारात्मक कार्यशील पूंजी के साथ शो चलाना संभव नहीं है इसलिए कम से कम यदि आप सकारात्मक कार्यशील पूंजी रखना चाहते हैं तो मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को इष्टतम स्तर पर रखें न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम तो इसका मतलब है कि अब हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल लीवरेज क्या है और अगर वर्किंग कैपिटल लीवरेज हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो आप कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल लीवरेज निवेश पर रिटर्न की संवेदनशीलता को मापता है आरओआई ROI की संवेदनशीलता का मतलब है कि वर्तमान संपत्ति के स्तर में बदलाव के लिए कमाई की शक्ति आरओआई ROI की संवेदनशीलता का मतलब मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर में बदलाव के स्तर से है और इसे निम्नलिखित तरीके से आसानी से निर्धारित किया जा सकता है तो कार्यशील पूंजी उत्तोलन क्या है आरओआई ROI में प्रतिशत परिवर्तन को मौजूदा परिसंपत्तियों में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित इसलिए यदि आपके पास अपनी फर्म में किसी भी तरह की वर्तमान संपत्ति का स्तर है या यदि आप काम करते हैं तो यदि आपके पास वर्तमान संपत्ति का स्तर है यदि आप फर्म में दिए गए स्तर से वर्तमान संपत्ति के स्तर को कम करते हैं तो इसका मतलब क्या है क्या होगा कुल संपत्ति को उसी तरह रखना जब वर्तमान संपत्ति का स्तर निश्चित रूप से नीचे जाएगा दीर्घकालिक संपत्ति या अचल संपत्ति का स्तर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि लंबी अवधि की संपत्ति या अचल संपत्तियां मौजूदा परिसंपत्तियों की तुलना में अधिक उत्पादक हैं तो क्या होगा फर्म के ROI में सुधार होगा और अगर इसके विपरीत होने जा रहा है कि अगर कुल संपत्ति का स्तर समान है यदि उक्त अचल संपत्तियां या दीर्घकालिक परिसंपत्तियां वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ प्रतिस्थापित होने जा रही हैं तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि वर्तमान संपत्ति कम से कम उत्पादक है फर्म की आरओआई ROI नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाली है तो इसे कार्यशील पूंजी उत्तोलन के संदर्भ में मापा जाता है मौजूदा परिसंपत्तियों में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में आरओआई में आरओआई प्रतिशत परिवर्तन कहने का स्तर क्या है इसलिए हमें इसे देखना होगा और हमें इस स्थिति के संदर्भ में इसे समझना होगा तो चलिए अब हम वर्किंग कैपिटल लीवरेज को मापते हैं या किसी स्थिति या छोटे उदाहरण की मदद से वर्किंग कैपिटल लीवरेज की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं तो इसके लिए जाना होगा सबसे पहले कैसे कहूं इसे दिखाओ कार्यशील पूंजी उत्तोलन को मापने का सूत्र क्या है इसलिए कार्यशील पूंजी उत्तोलन वर्तमान संपत्ति है जिसे कुल परिसंपत्तियों से विभाजित किया गया है और जो वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन है उसे घटाया जाता है यह लीवरेज या वर्किंग कैपिटल लीवरेज की अवधारणा है जिसे आप कह सकते हैं कि मौजूदा संपत्ति को कुल संपत्ति से विभाजित करके मौजूदा संपत्ति के परिवर्तन को घटाया जाता है तो क्या होगा कि यदि आपके पास वर्तमान संपत्ति स्तर है तो वर्तमान संपत्ति का कुछ स्तर हमें दिया जाता है और अगर मौजूदा परिसंपत्तियों में बदलाव होता है तो डेल्टा परिवर्तन कहा जाता है तो इसका मतलब है कि वर्तमान संपत्ति कम हो रही है तो इस मामले में क्या होगा कि यह फॉर्मूला हम मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी के मामले में उपयोग करने जा रहे हैं वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी के मामले में हम इस सूत्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो हम यह कहेंगे कि वर्तमान परिसंपत्तियों की सहायता से कार्यशील पूंजीगत उत्तोलन वर्किंग कैपिटल लीवरेज पर काम किया जा सकता है मौजूदा संपत्ति को कुल संपत्ति से विभाजित करके मौजूदा संपत्ति के परिवर्तन को घटाया जाता है यह वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी के मामले में है और दूसरा जब आप मौजूदा परिसंपत्तियों में वृद्धि करने जा रहे हैं तो इस मामले में कार्यशील पूंजी लाभ होगा तो इस मामले में क्या होने जा रहा है यह वर्तमान संपत्ति है जिसे कुल संपत्ति से विभाजित किया गया है और वर्तमान संपत्ति में परिवर्तन है तो इसका मतलब है कि अगर मौजूदा परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और यदि वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी है तो हम उपरोक्त सूत्र का उपयोग करेंगे यह वर्तमान संपत्तियों में से माइनस कुल संपत्ति का परिवर्तन है और फिर हम देखेंगे कि यह आरओआई लिमिटेड है दूसरी कंपनी XYZ Limited है और ये विशेष हैं इसलिए इस मामले में हम देखेंगे कि स्थिति मौजूदा परिसंपत्तियों की तरह है एबीसी लिमिटेड में वर्तमान संपत्ति रु 200 लाख और एक्सवाईजेड लिमिटेड में केवल 80 लाख फिर हम शुद्ध अचल संपत्तियों के बारे में बात करते हैं शुद्ध अचल संपत्ति का अर्थ है मूल्यह्रास के बाद अचल संपत्ति तो यह 80 है और यहाँ यह 200 है तो कुल संपत्ति का स्तर क्या है यदि आप यहां कुल संपत्ति देखते हैं तो कुल संपत्ति 280 रु 280 लाख इस मामले में भी 280 लाख रु है यह कुल संपत्ति का स्तर है अब आप देखते हैं कि 2 फर्मों में पूरी तरह से अलग कहानी है एबीसी लिमिटेड में वर्तमान संपत्ति का स्तर बहुत अधिक है कुल संपत्ति के 280 लाख रुपये में से मोटे तौर पर इसका मतलब है कि संपत्ति के 200 लाख रुपये मौजूदा संपत्ति अल्पकालिक संपत्ति और केवल 80 लाख संपत्ति अचल संपत्ति या दीर्घकालिक संपत्ति हैं जबकि दूसरी फर्म XYZ लिमिटेड में स्थिति रिवर्स है केवल हमारे पास 80 लाख की मौजूदा संपत्ति है और 200 लाख की संपत्ति शुद्ध संपत्ति है या मूल्यह्रास के बाद अचल संपत्ति है इसलिए अगर हम कार्यशील पूंजी दृष्टिकोण के कहे से चलते हैं और हम देखते हैं कि वर्तमान परिसंपत्तियों की मात्रा जितनी अधिक होगी फर्म उतनी ही अधिक लाभदायक होगी और वर्तमान संपत्ति की मात्रा जितनी कम होगी उतनी ही कम लाभदायक फर्म होगी यदि आप उस स्थिति से गुजरते हैं तो आप आसानी से यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि फर्म XYZ लिमिटेड अधिक लाभदायक है क्योंकि वर्तमान संपत्ति का स्तर इस फर्म में 200 लाख की तुलना में सिर्फ 80 लाख है जबकि फर्म ABC की तुलना में जहां स्तर वर्तमान परिसंपत्तियों में से केवल 200 लाख है और शुद्ध अचल संपत्ति 80 लाख है तो यह एक सरल निष्कर्ष है जिसे हम परिसंपत्तियों को देखकर आकर्षित कर सकते हैं लेकिन कार्यशील पूंजी उत्तोलन वर्किंग कैपिटल लीवरेज के संदर्भ में इसे कैसे मापें तो चलिए अब मान लेते हैं कि हमें अब कार्यशील पूंजी उत्तोलन की गणना करनी होगी और पहली स्थिति हमें यह कहना होगा कि यदि इसे चालू संपत्ति 20 से कम कर दिया जाए तो हम इसे कार्यशील पूंजी उत्तोलन कह सकते हैं अगर मौजूदा परिसंपत्तियां 20 कम हो जाती हैं और वह भी दोनों कंपनियों में 2 फर्मों में इसलिए यदि आप दोनों फर्मों में मौजूदा परिसंपत्तियों को 20 तक कम कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल लीवरेज कैसे होने वाला है तो उस स्थिति में हम एबीसी के मामले में सबसे पहले कार्यशील पूंजी उत्तोलन देखेंगे तो हम एबीसी के लिए कार्यशील पूंजी उत्तोलन की गणना करेंगे और यह कितना होने वाला है यहाँ क्या सूत्र है कार्यशील पूंजी उत्तोलन के मामले में यह कहना है कि हम जिस फार्मूला का उपयोग करने जा रहे हैं मौजूदा संपत्ति में कमी है यदि वर्तमान परिसंपत्तियों को 2 फर्मों में 20 तक कम किया जाता है तो चालू पूंजीगत लाभ उठाने की गणना करें तो एबीसी में कार्यशील पूंजी का लाभ कितना होने जा रहा है हमारे पास वर्तमान संपत्ति स्तर है और जो दिया गया है पहले से ही दिया गया स्तर 200 सही है और कुल संपत्ति का स्तर कितना है 280 घटना डेल्टा वर्तमान संपत्ति को यानी कुल वर्तमान संपत्ति भाग वर्तमान संपत्ति में परिवर्तन वर्तमान संपत्ति में यह परिवर्तन 02 में 200 है इसलिए इस राशि से यह कमी है और अगर आप इस राशि में कमी की गणना करते हैं तो यह 200 से विभाजित होकर काम करता है 280 और यह कितना हो जाता है 40 तो इसका मतलब अंत में नई स्थिति 200240 के रूप में उभरती है और यह प्रतिशत क्या है इसे 8333 कहा जाता है यह स्थिति 8333 है अब ये क्या है प्रतिशत मैं आपके साथ बाद में चर्चा करूंगा लेकिन पहले हम दूसरे फर्म में स्थिति को समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम कार्यशील पूंजी उत्तोलन के संदर्भ में व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले आप इस पहले प्रतिशत की गणना करें जो 8333 है अब हम काम की गणना करते हैं एक्सवाईजेड XYZ लिमिटेड के मामले में वर्किंग कैपिटल लीवरेज और इस मामले में हमारे पास फिर से वही स्थिति है यहां कुल संपत्ति 200 है और अब हमें खेद है कि वर्तमान संपत्ति 200 है और कुल संपत्ति 280 है और अब हमारे पास एक्सवाईजेड XYZ लिमिटेड में वर्तमान संपत्ति का स्तर कितना है वर्तमान संपत्ति का स्तर यह है इसलिए यह कहा जाता है कि हमें जो करना है वह माइनस में करना है जो 02 है जो कि 80 में है तो यह कितना काम करेगा यह 200280 16 जैसा कुछ होगा यदि आपको पता चल जाए यह राशि तो यह कितनी होगी वह 200264 है और वह राशि कितनी होगी 3030 तो यह दूसरा प्रतिशत है जो 8333 है और यह 3030 है जो हमने कहा है कि 2 कंपनियों में गणना की गई है कि वर्तमान संपत्ति में 20 की कमी है तो हमने इसकी गणना की अब हम इसकी व्याख्या कैसे करते हैं हम देखते हैं कि यह 8333 प्रतिशत ABC में है और 3030 प्रतिशत इस मामले में है तो इसका मतलब है कि यह 2 प्रतिशत 2 कंपनियों में कार्यशील पूंजी का लाभ है तो 8333 और 3033 तो इसका मतलब है क्योंकि दूसरी कंपनी में 3030 की तुलना में वर्किंग कैपिटल लीवरेज का प्रतिशत 83 है इसलिए वर्किंग कैपिटल लीवरेज की व्याख्या कुछ इस तरह कैसे किया जा सकता है कि कंपनी एबीसी के वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर में बदलाव या फर्म एबीसी लिमिटेड में लाभप्रदता के परिवर्तन ज्यादा होना या ROI में कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड की आर ओ वाई में बदलाव से तुलना करने पर यह प्रतिशत बताता है कि परिवर्तन की परिमाण 2 कंपनियों में निवेश पर रिटर्न मेंपरिवर्तन की मात्रा इसलिए क्योंकि दूसरी कंपनी की तुलना में पहली कंपनी में वर्किंग कैपिटल लीवरेज बहुत अधिक है इसलिए आप कह सकते हैं कि 2 कंपनियों में मौजूदा संपत्ति के स्तर में मामूली बदलाव है अगर वर्तमान वर्तमान संपत्ति के स्तर में मामूली बदलाव है या दो कंपनियों के वर्तमान संपत्ति के स्तर में बदलाव तो कंपनी पी आर ओ वाई पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा एबीसी कंपनी के स्तर पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड की तुलना में क्योंकि कार्यशील पूंजी उत्तोलन की मात्रा बहुत अधिक है 83 है और यह भी स्पष्ट है क्योंकि हमारे पास मौजूदा संपत्तियों का स्तर 200 लाख है जो कि अचल संपत्तियों की तुलना में केवल 80 लाख है तो अगर आप मौजूदा संपत्ति को 20 तक कम करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कितनी संपत्ति कम करने जा रहे हैं यह उस संपत्ति का 40 लाख मूल्य है जिसे हम कम करने जा रहे हैं और कुल संपत्ति हम नहीं कह रहे हैं कुल संपत्ति हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है कि कुल संपत्ति का कुल प्रक्रिया का स्तर नीचे जाने वाला है और हम यहां कह रहे हैं कि कुल संपत्ति में कमी आ रही है जो कि वर्तमान संपत्ति में परिवर्तन है तो इसका मतलब है कि वर्तमान संपत्ति का स्तर 200 है और हम कुल संपत्ति से वर्तमान संपत्ति के स्तर को कम करने जा रहे हैं तो इसका मतलब अंत में क्या होगा आपका प्रतिशत कार्यशील पूंजी लीवरेज में 8333 है कंपनी XYZ लिमिटेड की तुलना में इसलिए मौजूदा परिसंपत्तियों के बहुत उच्च स्तर के कारण कोई भी बदलाव कंपनी एबीसी के निवेश पर रिटर्न को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है क्योंकि एक्सवाईजेड लिमिटेड में मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर की तुलना में वर्तमान संपत्ति का स्तर बहुत अधिक है तो अगर आप एबीसी में मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को कम करते हैं तो यह लाभप्रदता को प्रभावित करेगा या कंपनी पर निवेश पर बहुत अधिक रिटर्न देगा कंपनी XYZ लिमिटेड की तुलना में उच्च स्तर या बहुत बड़े तरीके से क्योंकि वहाँ परिमाण या वर्तमान संपत्ति का स्तर पहले से ही बहुत कम है तो आविष्कार पहले से ही 80000 या 80 लाख है 80 लाख से अगर आप इसे 20 से कम करते हैं तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है और 200 लाख से अगर आप इसे 20 तक कम करने जा रहे हैं तो यह कितना प्रभाव डालने वाला है ताकि फर्म में मौजूदा परिसंपत्तियों की मात्रा में बड़ा इजाफा हो आरओआई पर अधिक प्रभाव यदि वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म वहां रहने वाली है और यदि फर्म में वर्तमान परिसंपत्तियों का स्तर जितना छोटा है किसी भी फर्म के निवेश पर रिटर्न में बदलाव होने जा रहा है अगर हम किसी भी स्तर या किसी भी तरह से उस फर्म में वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर को बदलने जा रहे हैं किसी भी तरह से तो इस तरह से हम इस प्रतिशत की व्याख्या करते हैं कि कार्यशील पूंजी उत्तोलन का प्रतिशत कितना अधिक है यदि वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन होता है तो फर्म के मुनाफे में बदलाव होने वाला है और वर्किंग कैपिटल लीवरेज प्रतिशत का स्तर कम होने से ROI में बदलाव या बदलाव होने वाला है क्योंकि हम वर्तमान एसेट्स के स्तर को बदलते हैं इसलिए अब हम देखेंगे कि यदि हम मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को बढ़ाते हैं तो क्या होने वाला है हमने इसे कम कर दिया है वर्तमान में हमने देखा है कि हमने वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर को कम कर दिया है लेकिन उदाहरण के लिए यदि हम वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर को बढ़ाते हैं जो 2 फर्मों में होने जा रहा है तो फिर से बैलेंस शीट समान हैं वर्तमान संपत्ति 200 लाख है और अचल संपत्ति 80 लाख है और दूसरी फर्म में मौजूदा संपत्ति 80 लाख और अचल संपत्ति की अचल संपत्ति 200 लाख है तो इसका मतलब है कि अगर 2 फर्मों में वर्तमान संपत्ति में फिर से उसी प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 20 है तो इस मामले में कार्यशील पूंजी का लाभ क्या होगा तो क्या होगा अब जो फॉर्मूला बनेगा वह मौजूदा संपत्ति है जिसे कुल परिसंपत्तियों से विभाजित किया गया है और वर्तमान परिसंपत्तियों का ऋण शून्य से 02 अधिक है अब एबीसी की कार्यशील पूंजी उत्तोलन का कार्यशील पूंजी उत्तोलन एबीसी की कार्यशील पूंजी उत्तोलन वर्तमान संपत्ति कितनी है 200 और अचल संपत्तियों का स्तर क्या है 200 प्लस हम वर्तमान संपत्ति को बढ़ाने के लिए प्लस 40 जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस मामले में क्या होने जा रहा है यह 200320 है और यह होने जा रहा है प्रतिशत 625 होने जा रहा है दूसरे मामले में यदि आप गणना करते हैं तो XYZ लिमिटेड की कार्यशील पूंजी उत्तोलन इस मामले में क्या होने वाला है फिर से खेद वर्तमान संपत्ति का स्तर कितना है वर्तमान संपत्ति का स्तर वर्तमान है हमारे यहां संपत्ति का स्तर 80 है और हमारे पास 280 से अधिक है और वहां 16 कितना होने जा रहा है इसलिए हम वर्तमान संपत्ति के 16 लाख को और अधिक जोड़ने जा रहे हैं इसलिए हम इसकी तुलना समायोजन स्तर से करेंगे इसका मतलब यह 80296 होने जा रहा है तो यह फिर से वही प्रतिशत होगा जो 2703 है इसलिए अब स्थिति जस की तस बनी हुई है इस मामले में भी जब हम अधिक वर्तमान संपत्ति जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एबीसी में 62 वर्किंग कैपिटल लीवरेज है और 2703 XYZ लिमिटेड में लीवरेज है अब आप देखते हैं कि पहले हम कहते हैं कि जब आप कार्यशील पूंजी उत्तोलन की व्याख्या करते हैं तो आप कहते हैं कि कार्यशील पूंजी उत्तोलन का प्रतिशत जितना अधिक होगा फर्म की लाभप्रदता पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा दोनों फर्मों में से उस फर्म के मुकाबले जिस फर्म का वर्किंग कैपिटल लीवरेज प्रतिशत कम होगा इसलिए इस मामले में हम देख रहे हैं कि मौजूदा संपत्ति का स्तर पहले से ही बहुत अधिक था 280 तो इसका मतलब है कि अब हम और अधिक मौजूदा परिसंपत्तियों को जोड़ने जा रहे हैं ताकि यह और बढ़े कुल संपत्ति 320 हो जाएगी और यदि आप कार्यशील पूंजी का लाभ उठाते हैं जो 625 होगा और दूसरी फर्म में हम वर्तमान परिसंपत्तियों को जोड़ने जा रहे हैं लेकिन स्तर 80 लाख से 96 लाख तक जा सकता है इसलिए वर्किंग कैपिटल लीवरेज का प्रतिशत 2703 रहने वाला है अब इस मामले में हम देखेंगे कि फिर से वही व्याख्या यहाँ आएगी कार्यशील पूंजी उत्तोलन से हमारा क्या तात्पर्य है यदि वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर की मौजूदा परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है और हम देखेंगे कि परिवर्तन ज्यादा होगा ROI अधिक संवेदनशील होगा या कंपनी भी के मुकाबले कंपनी की आर ओ वाई में परिवर्तन होगा कंपनी एबीसी में निवेश में रिटर्न में ज्यादा संवेदनशील होगा वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन के कंपनी XYZ लिमिटेड की तुलना में क्योंकि वर्किंग कैपिटल लीवरेज प्रतिशत कम यानी 2703 है अब आरओआई किस दिशा में जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले मामले में हमने देखा है कि इस स्थिति में हमने जो किया है हमने मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को कम कर दिया है तो ROI का मतलब है संवेदनशीलता मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर में बदलाव के लिए आरओआई यह कार्यशील पूंजी उत्तोलन की परिभाषा है आरओआई की संवेदनशीलता फर्म में वर्तमान संपत्ति के स्तर में बदलाव के लिए तो पहले मामले में हमने क्या देखा है हमने मौजूदा स्तर से मौजूदा परिसंपत्तियों को कम कर दिया है जो भी स्तर 280 है हमने दोनों फर्मों में इसे 20 तक घटा दिया है हमने देखा है कि एबीसी लिमिटेड में यह कार्यशील पूंजी उत्तोलन कहीं अधिक है दूसरी फर्म XYZ लिमिटेड की तुलना में हम देखेंगे कि फ़र्म एबीसी में लाभप्रदता या आरओआई दूसरी फ़र्म की तुलना में बहुत तेज़ दर पर या बहुत अधिक परिमाण में बदले जाएंगे अब हम समझ रहे हैं कि दूसरी फर्म की तुलना में पहली फर्म में बदलाव बड़ा होगा तो क्या ROI का आंदोलन होगा आरओआई में यह आंदोलन सकारात्मक या नकारात्मक होगा आरओआई में आंदोलन सकारात्मक होगा क्योंकि आप 20 के स्तर को कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वर्तमान संपत्ति 40 लाख रुपये कम हो रही है तो इसका मतलब है कि 200 में से उन्हें 40 लाख रुपये कम किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ROI ऊपर जा रहा है क्योंकि जैसा कि कहना है कि यह पहले से ही सिद्ध तथ्य है कि यदि आप वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर को कम करते हैं तो ROI में एक सकारात्मक बदलाव होने वाला है इसलिए फर्म ABC की ROI में बहुत तेज़ी से या बड़े स्तर पर सुधार होगा वर्तमान संपत्ति को 20 कम करके फर्म XYZ लिमिटेड के ROI के साथ तुलना में स्तर क्योंकि वर्तमान संपत्ति कम उत्पादक है यदि हम मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को मौजूदा स्तर से कम करते हैं जो वे लाभप्रदता या निवेश के रिटर्न पर अधिक जोड़ते हैं कंपनी इसलिए हम देख रहे हैं कि कार्यशील पूंजी उत्तोलन प्रतिशत बहुत अधिक है एक्सवाईजेड लिमिटेड की तुलना में फर्म एबीसी के आरओआई में अधिक परिवर्तन होने जा रहा है और अधिक परिवर्तन का मतलब है कि वर्तमान संपत्ति स्तर में कमी आने वाली है इसलिए लाभप्रदता में उच्च परिवर्तन होगा या कंपनी एबीसी लिमिटेड की तुलना में एबीसी के निवेश पर वापसी जहां कार्यशील पूंजी उत्तोलन का प्रतिशत सिर्फ 3030 है तो इसका मतलब है कि पहले फर्म की तुलना में निवेश पर रिटर्न में बदलाव कम होगा लेकिन यह कम का मतलब सकारात्मक बदलाव होगा ROI में सुधार होगा क्योंकि यहाँ इस फर्म में भी हम मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को मौजूदा 80 लाख के स्तर से घटाकर 16 तक कहने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुल संपत्ति का स्तर 264 पर आ रहा है इसका मतलब है कि इस फर्म में भी अंततः वर्तमान संपत्ति का स्तर नीचे आ रहा है लेकिन लाभप्रदता या आरओआई पर वैसे असर नहीं पड़ेगा जैसा कि पहली फर्म में असर हो रहा है बल्कि दूसरी फर्म में भी इसका असर होगा और दूसरी फर्म की लाभप्रदता या आरओआई में भी सुधार होगा अब इस मामले में अगले मामले में अगर आप गौर करें तो हमने देखा है जब हम वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर को बढ़ाते हैं तो फिर से एक कार्यशील पूंजी उत्तोलन होता है और हमने यहां यह भी देखा है कि एबीसी में फर्म एक्सवाईजेड लिमिटेड की तुलना में कार्यशील पूंजी उत्तोलन का प्रतिशत अधिक है तो इस स्थिति में भी फर्म एबीसी लिमिटेड की तुलना में एबीसी के आरओआई पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा तो किस तरह का असर होगा ROI में वृद्धि या कमी ROI में कमी आएगी क्योंकि हम वर्तमान संपत्ति के स्तर को उसी प्रतिशत से बढ़ा रहे हैं जैसा कि हम पिछले मामले में घटा रहे थे इसलिए जब आप मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को बढ़ा रहे हैं तो कार्यशील पूंजी उत्तोलन का प्रतिशत अधिक होने से फर्म A की लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा फर्म A में ROI की तुलना में फर्म A का ROI उच्च स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा जहां कार्यशील पूंजी का लाभ केवल 2703 है तो यह कार्यशील पूंजी उत्तोलन की अवधारणा है जो आरओआई में परिवर्तन के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है क्योंकि वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन है जब आप मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को बढ़ाते हैं यदि वर्तमान परिसंपत्ति का स्तर पहले से बहुत अधिक है जैसा कि हमने एबीसी लिमिटेड के मामले में देखा है और आप आगे एक ही फर्म में अधिक वर्तमान संपत्ति जोड़ते हैं तो क्या होने वाला है आपकी लाभप्रदता पहले से कम है और आगे कम होने जा रही है और यह कमी बहुत तेज दर पर होने वाली है इसी तरह यदि वर्तमान संपत्ति का स्तर बहुत कम है लेकिन यदि आप अधिक संपत्ति जोड़ने जा रहे हैं तो यह लाभप्रदता को कम करने वाला है लेकिन उसी गति से और उसी में नहीं यह पहली फर्म में होने वाला है इसलिए हमें अंततः यहां कार्यशील पूंजी उत्तोलन की सहायता से भी समझना होगा मौजूदा परिसंपत्तियों का स्तर जितना संभव हो उतना कम रखा जाना चाहिए या आप मौजूदा परिसंपत्तियों का इष्टतम स्तर कह सकते हैं ताकि न तो हम तकनीकी दिवालियेपन की स्थिति में हों और न ही हम मौजूदा परिसंपत्तियों के अतिरिक्त या उच्च स्तर की स्थिति में हों इसलिए दोनों तरह से इसे नकारात्मक रूप से फर्म की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करना चाहिए हमारे पास वर्तमान संपत्ति भी होनी चाहिए और हमारे पास तकनीकी शोधन क्षमता भी होनी चाहिए और हम भी लाभप्रदता का वांछित स्तर भी होना चाहिए इसलिए वर्किंग कैपिटल लीवरेज बहुत है महत्वपूर्ण अवधारणा यह अवधारणा इंगित करती है कि वर्तमान संपत्ति का स्तर और फर्म की आरओआई पर उन वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रभाव तो इसका मतलब है कि अंत में कार्यशील पूंजी उत्तोलन ROI में परिवर्तन की संवेदनशीलता को मापता है क्योंकि वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन होता है इसलिए क्योंकि इन 2 फर्मों में हमने वर्तमान संपत्ति में 20 की कमी के साथ देखा है देखा है कि एबीसी लिमिटेड के मामले में आरओआई की संवेदनशीलता बहुत अधिक है प्रतिशत हमने कार्यशील पूंजी उत्तोलन प्रतिशत की गणना की है क्योंकि अधिक है वर्तमान परिसंपत्तियों का स्तर यदि आप कम करने जा रहे हैं कि आपकी लाभप्रदता बढ़ने वाली है फर्म की तुलना में तेज गति जहां यह पहले से ही बहुत कम 80 लाख है और अगर आप इसे कम करते हैं 16 लाख से अधिक लाभप्रदता में सुधार होने जा रहा है लेकिन उसी गति से नहीं जैसा कि होने जा रहा है फर्म एबीसी लिमिटेड में तो यह वर्किंग कैपिटल लीवरेज की अवधारणा है जिसे हम समझ सकते हैं इसलिए फिर से हम निष्कर्ष निकालते हैं यहां किसी भी फर्म में कार्यशील पूंजी या वित्त विभाग के किसी भी फर्म में प्रबंधक के कुशल कहने के लिए वित्त विभाग में लोगों को उन्हें विशेषज्ञ या वित्त के कुशल प्रबंधक के रूप में कहा जाता है जो उन्हें वर्तमान संपत्ति के इष्टतम स्तर को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारे पास वर्तमान संपत्ति का न्यूनतम स्तर नहीं है इसलिए उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है लेकिन हमें वर्तमान परिसंपत्तियों के स्तर को उस स्तर से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जहां यह फर्म की लाभप्रदता को प्रभावित कर रहा है हालांकि हम बहुत अधिक जोखिम नहीं ले रहे हैं लेकिन हम जोखिम को कम करने के नाम पर लाभप्रदता को भी कम कर रहे हैं इस प्रकार हम कहेंगे कि इस चर्चा में हम यहां रुकेंगे और हमने इस वर्तमान कक्षा में सीखा है जो कार्यशील पूंजी उत्तोलन के बारे में है और हमने देखा है कि यह कैसे संबंधित है यह आरओआई की संवेदनशीलता के साथ परिवर्तन के बारे में बताता है वर्तमान संपत्ति में बदलाव के आधार पर